इस व्याख्यान में और बाद के मॉड्यूल में हम उद्योग 40 क्या है और इस क्रांति में अलग अलग बदलाव क्या हैं जो कि उद्योगों को उद्योग 40 की ओर बदलने के लिए हो रहा है तो उद्योग 40 मूल रूप से उद्योगों में चौथी क्रांति को दर्शाता है क्रांति जैसा कि आप जानते हैं इस शब्द का अंग्रेजी अर्थ मूल रूप से कुछ प्रकार का बदलाव है कुछ आकस्मिक बदलाव जिनकी आवश्यकता होती है जिस तरह से कार्य हो रहे होते हैं उन्हें बदलने के लिए जिस तरह से चीजें की जा रही हैं उसमें एक अचानक बदलाव आया है यही क्रांति है यदि आप पूर्व में क्रांतियों को देखते हैं यदि हम १०००० वर्ष से अधिक समय पहले वापस आते हैं हमारे पूर्वज फोरेजिंग तकनीकों के माध्यम से भोजन एकत्र करते थे तो मूल रूप से चारों ओर भटक कर भोजन इकट्ठा करना उन्हें लाना एकत्रित किए गए भोजन सामग्री के माध्यम से भोजन खाना जैसे कि फल सब्जियाँ आदि जो भी उन्हें मिलता था आगे फोरेजिंग व्यवहार खेती में तब्दील हो गया था विभिन्न फसलें उगाई गईं विभिन्न सब्जी के पौधे विभिन्न फल खाद्य बागान शुरू किए गए इस फोरेजिंग से खेती तक परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई और वृद्धि हुई विभिन्न मनुष्यों के बीच संचार में आबादी के बढ़ने के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि हुई हम बातें कर रहे हैं 10000 साल पूर्व की फिर औद्योगिक क्रांति आई जहां नई तकनीकें नई मशीनों का उत्पादन किया उत्पादन प्रक्रियाओं के नए दृष्टिकोण पेश किए गए इसने अर्थव्यवस्था को आदिम अर्थव्यवस्था वाली सरल कृषि केंद्रित अर्थव्यवस्था से आक्रामक मशीन उन्मुख उत्पादन प्रणाली में बदल दिया तो यह थी औद्योगिक क्रांति इसके फलस्वरूप आर्थिक मॉडल बदल गए सामाजिक वास्तुकला सब कुछ उद्योगों में क्रांति के साथ नई प्रौद्योगिकियों और नई दृष्टिकोण की शुरूआत के साथ बदल गया औद्योगिक क्रांति फिर से विभिन्न चरणों से गुजरी 1760 से 1840 के दशक में यह पहला औद्योगिक क्रांति था और यह पहला औद्योगिक क्रांति भाप इंजन आविष्कार के साथ आरंभ हुई ट्रेनों की शुरूआत गतिशीलता में वृद्धि रेलवे के निर्माण ने समग्र क्रांति को प्रेरित किया इसलिए इस मशीनों के उत्पादन के दौरान उपयोग के परिणामस्वरूप पहला औद्योगिक में क्रांति 1760 से 1840 तक मानी जाती है फिर दूसरी औद्योगिक क्रांति आई जो कि 19 वी सदी से 20 वीं शताब्दी में बदलाव की वजह से समाज में बिजली के आगमन और बिजली की वृद्धि के साथ हुई इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ मशीनरी बिजली का उपयोग बड़े पैमाने और तेजी से उत्पादन के लिए कर सकती थी फिर तीसरी औद्योगिक क्रांति आई जो 1960 के दशक में हुई थी यह उस समय के आसपास था जब कंप्यूटर लोकप्रिय होने लगे थे इसलिए धीरे धीरे कंप्यूटर विभिन्न कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइस बाह्य उपकरणों आदि की वृद्धि के साथ परिवर्तन उद्योगों में भी हुआ उद्योग में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ा था डिजिटलीकरण और इतने पर कंप्यूटर का उपयोग एक और क्रांति था तीसरा औद्योगिक क्रांति जिसने फिर उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की उत्पादन अर्धचालक और अर्धचालक उपकरणों में वृद्धि के कारण था जो तुम कंप्यूटर के विकास के समानांतर था परिणामस्वरूप कंप्यूटिंग तकनीकें जैसे मेनफ्रेम कंप्यूटर के बीच कनेक्टिविटी धीरे धीरे शुरू हुई और इन्हें मूल रूप से उद्योगों में मशीनरी दक्षता सुधार उद्योगों में प्रक्रिया विनिर्माण प्रक्रिया और उद्योगों में अन्य प्रक्रियाएं के लिए पेश किया गया तो यह तीसरी औद्योगिक क्रांति थी जो मूल रूप से उद्योग की मशीनरी और विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की शुरूआत थी चौथी औद्योगिक क्रांति या यह उद्योग 40 कुछ है जिसकी शुरुआत जर्मन अर्थव्यवस्था है इसलिए जर्मन अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए 21 वीं सदी की शुरुआत में इसकी आवश्यकता थी अलग अलग आईटी बुनियादी ढांचे वाले सभी उद्योगों में तीसरी औद्योगिक क्रांति थी लेकिन हम उत्पादन में सुधार और तेज भी कैसे कर सकते हैं तथा प्रक्रियाओं को अधिक कुशल कैसे बना सकते हैं इसलिए लोगों ने सोचा कि चीजें कैसे की जा सकती हैं अलग अलग सेंसर थे और संवेदन तकनीकें जो बहुत लोकप्रिय हो रही थीं सेंसर एक्ट्यूएटर्स की शुरुआत के साथ नियमित बुनियादी ढांचे के साथ आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट साथ में मूल रूप से कंपनियों में मौजूदा आईटी आधारित बुनियादी ढांचे को और अधिक कुशल कनेक्टेड सेंसर्ड मशीनरी बनाने में सक्षम था इसलिए यह चौथी औद्योगिक क्रांति थी और यह चौथी औद्योगिक क्रांति या उद्योग 40 है जिससे हम इस समय गुजर रहे हैं तो यह उद्योग 40 या चौथी औद्योगिक क्रांति शुरू हुई सेंसर और एक्चुएटर आकार में बहुत छोटे सस्ते और शक्तिशाली हैं तो छोटे आकार सेंसर एक्चुएटर बहुत अधिक शक्तिशाली इंटरनेट और आईटी संरचना एक साथ और स्वायत्त निगरानी प्रौद्योगिकियों का उपयोग जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब का एक साथ उपयोग मूल रूप से उद्योग 40 में इस तरह परिवर्तन हो रहा है कंप्यूटर और अधिक परिष्कृत हो गए हैं वे आकार में छोटे लेकिन बहुत अधिक शक्तिशालीकम ऊर्जा की खपत करने वाले होते हैं इन कंप्यूटरों को एकीकृत और साथ में जोड़ा जा सकता है इसके परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं समाजऔर विभिन्न उद्योगों के आमूल परिवर्तन हुआ है तो चौथी औद्योगिक क्रांति इस शब्द को दूसरी मशीन सदी के रूप में MIT से प्रो एरिक और इसी संस्थान के एंड्रयू मैकफी द्वारा गढ़ा गया था तो उद्योग 40 जो चौथा औद्योगिक क्रांति का पर्याय है जर्मनी में 2011 में हनोवर मेले में उद्योग 40 को बनाया गया था इसलिए केवल कुछ साल पहले 2011 में पूरी बात शुरू हुई अब उद्योगों में सेंसर एक्ट्यूएटर्स कंप्यूटर आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की मदद से इस तरह के परिवर्तन के माध्यम से एक अधिक कुशल आकार में छोटा सस्ता और सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ यह चौथा औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो चौथी औद्योगिक क्रांति का दायरा क्या है जुड़ी स्मार्ट मशीनें इंटरनेट संचार विभिन्न स्टैंडअलोन मशीनरी को जोड़ने का काम करता है आमतौर पर जो सभी आईटी संचालित कंप्यूटर चालित हुआ करते थे और स्मार्ट का मतलब हम उपयोग कर रहे हैं विभिन्न स्मार्टनेस के लिए हमें स्वायत्त व्यवहार की चीजों की आवश्यकता है जिनका पता लगाया जा सकता है सही किया जा सकता है और एक स्वायत्त तरीके से आगे बढ़ाया जा सके जिसे स्मार्टनेस कहते है छोटे सस्ते ऊर्जा कुशल सेंसर और एक्ट्यूएटर्स ने मशीनों और उनसे जुड़ी हुई मशीनों को स्मार्ट बनाया है स्मार्ट फैक्ट्रियां मूल रूप से इसी तरह की साधारण मशीनरी अवधारणा से परे विस्तारित हैं लेकिन पूरे कारखाने के संचालन कारखाने में मशीनरी जिनमें से सभी को जुड़े सेंसर से उद्योगों में जुड़ी हुई मशीनों को होशियार बना दिया फिर नैनो टेक्नोलॉजी और भी कई हैं नैनोटेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग एक साथ पैक की गई हर चीज चौथा औद्योगिक युग जो उद्योग 40 है के रूपान्तरण में मदद कर रही है वहाँ चौथी औद्योगिक क्रांति में कुछ गहरा और व्यवस्थित परिवर्तन हुआ है यह परिवर्तन नवाचार व्यवधान में रहा है विघटनकारी प्रौद्योगिकियां की शुरुआत की गई है और यह व्यवधान और नवाचार पैमाने और दायरे दोनों में हुआ है क्षेत्र कई गुना बढ़ गया है चौथी औद्योगिक क्रांति के नवाचार का पैमाना और दायरा ने आज प्रौद्योगिकियों में तीव्र व्यवधान और नवाचार और तदनुसार उद्योगों का परिवर्तन को मूल रूप से परिभाषित किया गया है अलीबाबा जैसी कंपनियां उबर एयरबीएनबी अमेजन जैसी कंपनियां और भारत में फ्लिपकार्ट इसलिए ये सभी कंपनियां अनिवार्य रूप से संचालन वितरण का रास्ता बदल रही हैं जैसा कि अतीत में किया गया है सब कुछ बदल गया है जिस तरह से चीजें वर्तमान में हो रही हैं यह कई नई प्रौद्योगिकियों जैसे क्लाउड सेंसर नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि ड्रोन नेटवर्क ड्रोन और कई विभिन्न अन्य प्रौद्योगिकियां का प्रयोग उद्योगों और उनके कार्यों को बदलने के लिए किया जाता है तो ये वे नए तरीके है जिनका प्रयोग यह कंपनियां कर रही हैं उदाहरण के लिए iPhone लॉन्च किया गया था 2007 में लेकिन तब से केवल कुछ वर्षों के भीतर वर्तमान में अरबों स्मार्टफोन्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है तो आप देखते हैं कि यह उथल पुथल कैसे है और इन तकनीकों की पैठ कैसे हो रही है और रेट कितनी तेजी से हो रहे हैं और वे किस पैमाने पर हो रहा है इसलिए ये सभी अलग अलग घटना है जोकि परिवर्तन व्यवस्थित और गहरा परिवर्तन के संदर्भ में हो रहा है जो चौथा औद्योगिक युग में हो रहा है हम सब जानते हैं कि गूगल कंपनी वर्तमान में दुनिया को कैसे बदल रहा है 2010 में जैसा कि हम में से कई लोग जानते हैं कि अभी कुछ साल पहले ही Google ने मूल रूप से पूरी तरह से स्वायत्त कार की घोषणा की थी और पहले से ही हमने देखा है कि आत्म नेविगेट कारों और मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकियों क्या किया जाने वाला उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है जो इन नई प्रौद्योगिकियों को संभव बना रहा है इसलिए न केवल परिवर्तन की गति बल्कि परिवर्तन का पैमाना गहरा परिवर्तन दोनों बहुत समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं तो जैसे 1990 के दशक में वापस जाना अमेरिका में डेट्रायट क्षेत्र में अलग अलग उद्योग के दिग्गज थे जिनकी पूंजी का संयुक्त बाजार मूल्य 36 बिलियन डॉलर था उनका कुल राजस्व लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर और उस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 12 लाख थी 2014 में यदि आप सिलिकन वैली में देखें तो विभिन्न उद्योग दिग्गजों का संयुक्त रूप से लगभग 109 ट्रिलियन डॉलर का बाजार था इसलिए पूंजी कई गुना बढ़ गई है दूसरी ओर यदि आप देखते हैं और डेट्रायट क्षेत्र में 1990 के दशक में उद्योग के दिग्गज की इनके साथ तुलना करते हैं सिलिकॉन वैली क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या केवल 137000 थी वहाँ उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली जनशक्ति की संख्या में भारी कमी है 12 मिलियन कर्मचारियों की बजाए सिर्फ 137 लाख कर्मचारियों का उपयोग किया जा रहा है दूसरी ओर पूंजीकरण कई गुना बढ़ गया है कार्यबल की कम संख्या के साथ हम पूंजीकरण और उद्योगों का विकास के मूल्य की संख्या बढ़ाने में सक्षम हैं नतीजतन विभिन्न बिक्री से प्राप्त होने वाला राजस्व भी बढ़ गया है बहुत कम लागत में डिजिटल व्यवसाय कम श्रमिकों के साथ आज के धन की इकाई बनाता है हम धन में वृद्धि करने में सक्षम हैं लेकिन कम श्रमिकों और डिजिटलीकरण के उपयोग से संभव हो गया है व्यवसाय सूचना माल प्रदान करता है जिसमें लगभग शून्य परिवहन और प्रतिकृति लागत होता है Instagram WhatsApp Facebook Twitter जैसी कंपनियों पर विचार करें वे सूचना केंद्रित उत्पादों और वस्तुओं की आपूर्ति करने में सक्षम हैं लगभग शून्य परिवहन लागत शामिल है और यह विनिर्माण उद्योगों के विपरीत है जिसमें बहुत सारे पूंजीगत सामान हैं बहुत सारी परिवहन एक से शिपिंग स्थान दूसरे के लिए और रसद लागतें शामिल हैं डिजिटलाइजेशन की शुरूआत में परिवर्तन और उन्नत आईटी तथा अलग अलग प्रौद्योगिकियों इस उद्योग 40 क्रांति की स्केलिंग संभव बना रही है उद्योग 40 के इस संदर्भ में डिजिटल निर्माण प्रौद्योगिकियां जैविक दुनिया के साथ में संवाद करने में सक्षम हैं अब यह संभव है कि प्रौद्योगिकी में उन्नति के माध्यम से यह संभव है शारीरिक प्रणालियों में विभिन्न सेंसर हो सकते हैं यह सेंसर और विभिन्न अन्य उन्नत तकनीकों बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने में सक्षम हैं यह अब संभव है कि दूर से कुछ शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए मानव शरीर को संकेत भेजे जाते हैं वह भी मूल रूप से मानव या रोगी के यह जाने बिना की वास्तव में क्या हो रहा है इन सभी नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत के साथ ये चीजें संभव हैं इसके फलस्वरूप यह परिवर्तन इस चौथी औद्योगिक क्रांति में संभव हुआ है जैविक सिस्टम और फिजियोलॉजिकल सिस्टम का परिवर्तन अब यह भी संभव है कि एक मानव शरीर के भीतर बायोमोलेक्यूलस के संचालन के तरीके में हेरफेर किया जाए शरीर में विभिन्न जीनों को अनुक्रम करना संभव है एक शरीर के भीतर डीएनए की हेरफेर भी संभव है ये चीजें गहरा बदलाव विभिन्न तकनीकों आईटी जैव प्रौद्योगिकी नैनो तथा क्वांटम तकनीक के परिचय के कारण संभव हैं तो डिजाइनर और आर्किटेक्ट्स अब कम्प्यूटेशनल डिजाइन additive विनिर्माण पदार्थ इंजीनियरिंग और भी कई का संयोजन कर रहे हैं इसके फलस्वरूप वे विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की संख्या बढ़ाने में सक्षम हुए हैं इन अलग प्रौद्योगिकियों का उपयोग वस्तुओं की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाएगा अब इन उत्पादों का परिवर्तन करना आसान है और इन उत्पादों को उनके ऑपरेशन वातावरण के परिवर्तन के लिए अनुकूल बनाना आसान है चौथी औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में एआई या कृत्रिम बुद्धि का उपयोग मशीन लर्निंग सेल्फ ड्राइविंग कार वर्चुअल असेसमेंट नई दवाओं की खोज और सांस्कृतिक रुचि की भविष्यवाणी कृत्रिम बुद्धि के उपयोग के साथ संभव बनाया गया है हर कोई सिरी एप्लीकेशन के बारे में जानता है सिरी मूल रूप से एक आवाज खोजने के लिए एप्लीकेशन के अलावा कुछ भी नहीं है यह एक Apple उत्पाद है जो मूल रूप से आवाज खोज करने के लिए कृत्रिम बुद्धि तकनीक का उपयोग करता है कोई बोलता है और यह एप्लीकेशन स्वचालित रूप से आवाज पहचान लेगी और इंटरनेट पर मुमकिन खोज करेगी और यह विंडोज द्वारा Cortana के समान है यह मूल रूप से एआई मशीन लर्निंग की शक्ति का उपयोग कर आवाज खोज करना है तो वहाँ विभिन्न ड्राइवर है ये ड्राइवर मूल रूप से इस बदलाव को चला रहे हैं वैज्ञानिक सफलताओं के रूप में बदलाव नई तकनीकों का परिचय वर्तमान परिवर्तन मेगाट्रेंड में बदलाव के संदर्भ में हो रहे हैं भविष्य परिवर्तन tippling पॉइंट वर्तमान में सब कुछ इन तकनीकों के परिचय के साथ हो रहा है यह मेगाट्रेंड हाल की प्रौद्योगिकियों की शुरूआत और उपयोग करने के कारण हैं या फिर डिजिटलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की व्यापक क्षमता से मिलने वाले लाभ के कारण है मशीनरी का भौतिक परिवर्तन उत्पादन मशीनरी डिजिटल बदलाव आईटी की शुरुआत के संदर्भ में जैविक परिवर्तन जैव प्रौद्योगिकी के परिचय के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी प्रणाली ये सभी नए हैं मेगाट्रेंड वर्तमान में हो रहे हैं भौतिक मेगाट्रेंड के संदर्भ में हमारे पास अब स्वायत्त वाहन 3 डी प्रिंटिंग उन्नत रोबोटिक्स जुड़ा हुआ रोबोटिक्स नई सामग्री हल्के पदार्थ सस्ता सामग्री तथा मजबूत सामग्री है स्वायत्त वाहन पहले से ही हैं अब हमारे पास स्वायत्त ट्रक स्वायत्त ड्रोन हैं ड्रोन मूल रूप से स्वायत्त स्व चालित हवाई वाहन हैं जहाँ आमतौर पर कोई पायलट या किसी भी प्रकार का मानव पायलट या मशीन पायलट नहीं होता है विमान ड्राइवर रहित विमान अब एक वास्तविकता हैं और ड्राइवर रहित नावें और कई अन्य विशेष रूप से कृषि में लोग अब बिना ड्राइवर के उपयोग की बात कर रहे हैं जैसे कि बिना ड्राइवर बाला ट्रैक्टर ये सब कृत्रिम बुद्धि की शुरूआत और उपयोग और रोबोटिक्स की उन्नति के साथ संभव हुआ है 3 डी प्रिंटर इन मशीनों को कोई भी आकार देने पर यह उसके अनुसार एक विशेष उत्पाद बना देती है 3D प्रिंटर का प्रयोग पवन टर्बाइन और चिकित्सा प्रत्यारोपण में किया जाता है उन्नत रोबोटिक्स अलग रोबोटिक्स रोबोट उपकरण जुड़े हुए रोबोटिक उपकरण का मोटर वाहन उद्योगों में उपयोग किया जा रहा है रोबोट सर्जरी के लिए मेडिकल डोमेन में भी उपयोग किए जाते हैं रोबोटिक सर्जरी मूल रूप से दुनिया भर में हो रही है रोबोट का कृषि व नर्सिंग में उपयोग किया जा रहा है जुड़े हुए रोबोटिक्स कृषि क्षेत्रों में मोटर वाहन उद्योगों में अब बहुत आम है हमने कुछ रोबोट विकसित किए हैं जो खेत में जाकर बीज बोएंगे तो ये सभी उन्नतिया हैं जो अलग अलग औद्योगिक मोर्चों पर रोबोटिक्स और उनसे जुड़ी हुई उन्नति के कारण हो रही है नई सामग्री लाइटर सामग्री मजबूत सामग्री ऐसी सामग्री जो रिसाइकिल करने योग्य हो पुनर्चक्रण प्लास्टिक मूल रूप से अब एक वास्तविकता हैं नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग ग्राफीन कार्बन नैनोट्यूब ये भी इन सामग्रियों को हल्का मजबूत अलग एडवांस गुण वाला बना रहे हैं ताकी इनका उपयोग विभिन्न डोमेन जैसे एविएशन एवं अन्य विनिर्माण उद्योगों में किया जा सके यह डिजिटल परिवर्तन हो रहा है सेंसर जुड़े हुए सेंसर जुड़े हुए एक्चुएटर की शुरूआत ये सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उपयोग के बारे में हैं सेंसर आरएफआईडी का प्रयोग पैकेज डिलीवरी की ट्रैकिंग आमतौर पर कूरियर कंपनियों द्वारा किया जाता है यह काफी सामान्य है जटिल आपूर्ति श्रृंखला निगरानी प्रणाली चौथा औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत संभव हुए हैं हम सभी ने डिजिटल मुद्राओं के उपयोग के बारे में सुना है उदाहरण के लिए बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है और बैंक लेन देन और सरकारी लेन देन वगैरह की सुरक्षा के लिए ब्लॉक चेन का उपयोग किया जा सकता है कंपनियों जैसे कि उबर परिवहन के मॉडल को बदल रहा है कार पूलिंग ने इन कंपनियों के राजस्व में बढ़ोतरी कर दी है इसलिए समग्र रूप से ईंधन की खपत में कमी और परिणामस्वरूप पर्यावरण में प्रदूषण को कम करना के माध्यम से कार पूलिंग का उपयोग ईंधन की खपत में कमी राजस्व में वृद्धि सब कुछ स्मार्ट बनाना क्योंकि सभी अलग अलग कारें और वाहन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तुरन्त कौन सी कार कहाँ है और उपलब्धता स्थिति क्या है पर्यावरण और इन सभी चीजों के अनावश्यक प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करना अब मुमकिन हैं जैविक बदलाव अपनाने वाली विभिन्न तकनीकों जैसे जीन अनुक्रमण डीएनए लेखन रिकमैनडर सिस्टम भी एक वास्तविकता है टिपिंग भविष्य में आने वाले परिवर्तन को इंगित करता है तो मूल रूप से 2025 तक यह है अपेक्षित है कि हमारे पास इंटरनेट से जोड़ने वाले वस्त्र मैं कपड़े होंगे सभी के लिए असीमित और मुफ्त संग्रहण उपलब्ध होगा इंटरनेट से जुड़ने के लिए खरबों सेंसर होंगे तथा हमारे पास एक ऐसा संसार होगा जहां पर कुछ रोबोट फार्मासिस्ट होंगे जो दवा उद्योग में मदद करेंगे इसी के साथ हम चौथे औद्योगिक क्रांति व्याख्यान के अंत में आते हैं हमने यह समझ लिया है कि चौथी औद्योगिक क्रांति क्या है पहले की तीन औद्योगिक क्रांतियां क्या थी जो हमने देखी हैं और इस चौथी औद्योगिक क्रांति युग में क्या नई चीजें आई हैं जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार AI सक्षम सिरी टेक्नोलॉजीज जैसे कि कनेक्टेड रोबोट स्टैंडअलोन रोबोट स्मार्ट रोबोट का उपयोग विभिन्न एप्लिकेशन डोमेन जैसे कि कृषि चिकित्सा उद्योग निर्माण उद्योगों में किया जा रहा है ऐसी तकनीकें जो भविष्य में आने वाली हैं और दुनिया भर में लोग हैं बहुत सारे शोध कर रहे हैं जो कि अलग अलग प्रयोगशालाओं में शिक्षाविदों और अनुसंधान एवं विकास उद्योग में चल रहे हैं इन सब चीजों से हम गुजरे हैं और हमारे पास भी है देखा गया कि ये परिवर्तन धीरे धीरे कैसे हो रहे हैं और सभी का क्या लाभ है ये परिवर्तन वो हैं हो रहा तो इस के साथ हम अंत में आते हैं यह कुछ संदर्भ है जिन्हें आप और अधिक जानना चाहें तो पढ़ सकते हैं यदि आप इंटरनेट में खोज करते हैं या यदि आप प्रासंगिक किताबें देखते हैं जोकि यहां सूचीबद्ध हैं तो आपको और भी संदर्भ मिलेंगे इसके साथ हम आखिरी तक आ गए धन्यवाद